सभी को नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने स्मिथ चार्ट और इम्पीडेन्स मैचिंग के बारे में चर्चा शुरू की थी तो आइए हम पिछले व्याख्यान में जो कुछ देख चुके हैं उसका बहुत ही संक्षिप्त अवलोकन करें इसलिए हमने वास्तव में इनपुट इम्पीडेन्स के बारे में चर्चा शुरू की है जोकि एक जटिल संख्या है और वहां हमने वास्तव में कुछ अन्य मात्राओं को भी परिभाषित किया था जैसे प्रतिबिंब गुणांक VSWR और रिफ्लेक्टेड पावर हमने यह भी देखा था कि यदि लोड इम्पीडेन्स विशेषता इम्पीडेन्स के बराबर नहीं है तो पावर परावर्तक जीरो नहीं होगा लेकिन इसकी कुछ परिमित मूल्य होगी आदर्श रूप से हम चाहेंगे कि पावर रिफ्लेक्टर जीरो के बराबर हो या फिर कम से कम हो तब हमने दो मामले देखे थे एक सिंगल सेक्शन क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर था और दूसरा डबल सेक्शन क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर उसके बाद हमने आवृत्ति प्रतिक्रिया को देखा और हमने देखा कि सिंगल क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर के लिए बैंडविड्थ दो क्वॉर्टर वेव ट्रांसफॉर्मर की तुलना में अपेक्षाकृत कम है जिसमें एक बड़ी बैंडविड्थ है और यदि हम बड़ी संख्या में सेक्शन का उपयोग करते हैं तो हम बहुत अधिक बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं और यह भी उल्लेख है कि आप बहुत बड़ी बैंडविड्थ का एहसास करने के लिए टेपर्ड लाइन या घातीय टेपर्ड लाइन का उपयोग कर सकते हैं फिर हमने स्मिथ चार्ट देखा था और हमने स्मिथ चार्ट का भी एक उदाहरण लिया था तो हमने उदाहरण लिया है कि इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा इनपुट इम्पीडेन्स लिया है तो हमने दो विधियो का उपयोग करके गणना की थी एक गणना विधी थी तो ZA और Z0 दोनो 50 Ω से हमने प्रतिबिंब गुणांक और VSWR 355 की गणना की है अब यही बात चित्रमय विधि से स्मिथ चार्ट का उपयोग करके भी किया जा सकता है तो इस मामले में पहला कदम यह होगा कि हम पहले सामान्य मूल्य प्राप्त करें तो यह मान ZAZ0 है और हम स्मिथ चार्ट पर इसे कैसे प्लॉट करते हैं आपने स्मिथ चार्ट पर 04 को इगिंत किया है और फिर आप नियत प्रतिरोध सर्कल के साथ आगे बढ़ते हैं और उस बिंदु पर रुकते हैं जहां मान j 06 है जो यहां रिएक्टिव वक्र के समान है और इस बिंदु पर रुकने के बाद आप इस विशेष बिंदु पर यहां से यहां तक त्रिज्या मान कर सर्कल बनाते है इसलिए जब आप सर्कल को खींचते हैं जब सर्कल दाईं ओर वास्तविक अक्ष को काटता है याद रखें यह एक वास्तविक अक्ष बिंदु है लेकिन यह मान 1 से कम होगा और हम जानते हैं कि VSWR हमेशा 1 से अधिक होता है तो यह हमें VSWR का मान देता है और प्रतिबिंब गुणांक परिमाण वास्तव में दो तरीकों से पाया जा सकता है आप वास्तव में इस रेखा को यहाँ खींचते हैं फिर यहाँ से रेखा खींचते हैं और फिर इस क्षैतिज अक्ष को देखते हैं जब यह यहाँ काटता है तो हमें यह सीधे प्रतिबिंब गुणांक देगा जो कि यह आयाम है और कोण को मापा जा सकता है तो तुम क्या करते हो आप बस इस रेखा को यहाँ से आगे की तरफ बढाते हैं और इस कोण को मापते हैं जो कुछ भी है वह कोण वास्तव में प्रतिबिंब गुणांक कोण होगा अब परिमाण को अलग तरीके से भी मापा जा सकता है आप गणना कर सकते हैं तो आप क्या करते हो आप यहां से यहां तक मापते हैं इस विशेष चीज का मूल्य क्या है और आप इस मूल्य को मापते हैं इस मूल्य से विभाजित के अनुपात को यहां ले जाएं और जो प्रतिबिंब गुणांक का मान देगा तो आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं इसे यहां से पढ़े या आप इस मूल्य को और इस मूल्य को माप सकते हैं अनुपात ले अतः दोनों तरीकों से आप प्रतिबिंब गुणांक प्राप्त कर सकते हैं आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं इस उदाहरण में लोड इम्पीडेन्स 50j100 Ω दी गई है और वांछित Z0 50 Ω है अब इस विशेष मामले में हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर इस विशेष बिंदु का पता लगा सकते हैं हम उसे कैसे इगिंत कर सकते हैं हम वास्तव में उसे सामान्य करते हैं तो आप इस पूरी चीज़ को 50 से भाग दें तो यह विशेषता इम्पीडेन्स होगी तो हम 50501 और 100502 प्राप्त करते है तो 1j2 हम ऐसा कैसे करते हैं मैंने आपको अलग अलग प्रकार के स्मिथ चार्ट दिखाए हैं ताकि आप जान सकें कि आपके पास क्या उपलब्ध है लेकिन यह यहाँ पर अपेक्षाकृत बेहतर है क्योंकि आप जानते हैं कि इस बिंदु को देखें क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में वृत्त हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि आप क्या करते हैं आप 1 को इगिंत करते हैं इसलिए 1 केंद्र बिंदु होगा और फिर आपके पास एक प्लस होने के कारण आप ऊपर की दिशा में चलते हो और वहां आप एक बिंदु पर रुकते हैं जहां यह वक्र j2 से मेल खाती है तो यह वह बिंदु होगा जहां आप रुकते हैं और फिर आप इस बिंदु पर इस विशेष त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं और एक बार जब आप वृत्त खींच लेते हैं तो जहाँ भी यह बिंदु कट करता है आप देख सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को प्रतिबिंब गुणांक से यहाँ लंबवत रेखा में रखा है यदि आप देखेंगे मुझे प्रतिबिंब गुणांक 071 मिलता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब गुणांक 071 है लेकिन जिस बिंदु पर इसे काटा गया है कि यह मान 58 से मेल खाता है तो यह VSWR का मान है जो 58 है अब इस विशेष बात के लिए कोण को मापने के लिए आप क्या करते हैं आप इस विशेष कोण को मापते हैं तो यह एक और यह एक इसलिए यह कोण 450 है अतः इस ZL के अनुरूप ये प्रतिबिंब गुणांक और VSWR के मान हैं बेशक आप समीकरणों का उपयोग करके भी यह गणना कर सकते हैं प्रतिबिंब गुणांक Γ ZL−Z0 ZLZ0 हैं और यह वही उत्तर होगा जो आपको उस समीकरण का उपयोग करके मिलेगा तो आइए अब हम इम्पीडेन्स मिलान को देखें इम्पीडेन्स मिलान क्यों महत्वपूर्ण है क्या होगा यदि आप इम्पीडेन्स मिलान नहीं करते हैं वास्तव में क्या होगा यदि आप हानिरहित इम्पीडेन्स मिलान करते हैं तो चलिए हम एक ऐसा मामला लेते हैं जहाँ ZL को 10 j 10 Ω द्वारा दिया जाता है और हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि इम्पीडेन्स 50 Ω हो तो आइए देखें कि हमारे पास क्या है हम कहते हैं कि यह एम्पलीफायर है तो उस एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेन्स वास्तव में 50 Ω होगा इसलिए अधिकतम हस्तांतरण के लिए यह बेहतर होगा कि लोड इम्पीडेन्स 50 Ω के बराबर हो तो ठीक है लेकिन लोड इम्पीडेन्स 50 Ω नहीं है लेकिन हम यह पसंद करेंगे कि इम्पीडेन्स यहां से 50 Ω दिखे अब एक समाधान पहले से ही मेने यहाँ लिखा है यह समाधान सही नही है लेकिन हम एक समाधान को देखते हैं यह 10j10 Ω है तो हम श्रृंखला में j10 Ω जोड़ते हैं तो j10j10 0 बन जाएगा तो रिएक्टिव भाग 0 हो जाएगा और यह 10 Ω होगा हम एक 40 Ω जोड़ते हैं यहाँ पर यह 50Ω हो जायेगा अब यह निश्चित रूप से एक अच्छा समाधान नहीं है क्योंकि पावर इस विशेष रिसिस्टर में अवशोषित हो जाएगी अतः यह एक अच्छा विकल्प नहीं है ठीक है तो हम आमतौर पर क्या करते हैं हम एक दोषरहित इम्पीडेन्स मिलान नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हैं और दोषरहित प्रतिबाधा मिलान नेटवर्क क्या हैं इसके लिये हम इंडक्टर्स और कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं अब निश्चित रूप से इंडिकेटर्स और कैपेसिटर भी छोटे नुकसान हैं वास्तव में आप जान सकते हैं कि एक इंडक्टर को श्रृंखला प्रतिरोध और इंडक्टर द्वारा दर्शाया जाता है बेशक आमतौर पर श्रृंखला प्रतिरोध मान बहुत छोटा होता है जो कि 01 Ω से लेकर 05 Ω तक हो सकता है इसको नगण्य माना जा सकता है और सभी कैपेसिटर आमतौर पर एक समानांतर प्रतिरोध द्वारा दर्शाए जाते हैं लेकिन आमतौर पर बोलते हैं कि समानांतर प्रतिरोध का मान सामान्य रूप से 10 KΩ से अधिक होता हैं यहां तक कि 100 KΩ भी हो सकता है ठीक है तो फिर से एक समानांतर प्रतिरोध को नजरअंदाज किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि उनके अधिकांश समय प्रेरक और कैपेसिटर अपेक्षाकृत दोषरहित होते हैं तो अब देखते हैं कि हम इस विशेष मामले मे दोषरहित प्रतिबाधा मिलान कैसे कर सकते हैं ताकि अधिकतम बिजली हस्तांतरण यहां से यहां तक हो सके तो हम उसी समस्या को लेने जा रहे हैं तो ZL 10 j 10 Ω के रूप में दिया गया था और हम चाहेंगे कि Z0 50 Ω या आप कह सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेन्स 50 Ω हो तो आइए देखें कि इस स्मिथ चार्ट का उपयोग उचित हानिरहित इम्पीडेन्स मिलान के लिए कैसे किया जा सकता है तो हम स्पेप बी स्टेप चलते हैं तो पहला स्पेप मे हम Z0 50 Ω लेते है अब हर समय हमें 50Ω को हमे सामान्य नहीं करना है तो कृपया पढ़ें कि वहाँ क्या है मान लीजिए अगर Z0 100 Ω है तो आपको 100 पर सामान्य करना होगा और यदि Z0 को 70 Ω माना जाता है तो आप 70 Ω पर सामान्य करते हैं इसलिए आपको यह देखना होगा कि क्या परिभाषित करना है या क्या दिया गया है तो इस मामले में अब 105002105002 तो 02 j 02 और Z0 अब इसके बराबर है यह भी 5050 को सामान्य कर देता है तो अब हम स्मिथ चार्ट पर इस विशेष बिंदु का पता लगाते हैं और देखते हैं कि हम स्मिथ चार्ट का उपयोग करके इम्पीडेन्स मिलान अवधारणा का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो ZL 02 j 02 तो हम कैसे करते हैं पहले स्मिथ चार्ट पर वास्तविक भाग 02 का पता लगाएं तो यह 0 है आप जानते हैं कि यह 1 है अनंत तो यहां से आप 02 का पता लगाते हैं तो यह पहला कदम है फिर चूंकि यह प्लस है हम यहां ऊपर जाएंगे और यह रेअक्टैंस 02 सर्कल है इसलिए हम इस विशेष बिंदु पर रुकते हैं और हमने यहाँ एक नामकरण दिया है जो ZL के अलावा कुछ नहीं है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो यह एक पहला कदम है स्मिथ चार्ट पर ZL का पता लगाएं अब हम क्या करें हम वास्तव में एक और सर्कल बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां एक सर्कल है इसे r 1 सर्कल के रूप में जाना जाता है तो आप इस तरह एक और सर्कल बनाते हैं जो बिंदीदार रेखा में दिखाया गया है कई स्मिथ चार्ट में यह बिंदीदार रेखा नहीं है तो आपको इसे स्वयं खींचना होगा और कई बार लोग पूछते हैं कि आप इसे कैसे खीचते करते हैं यह सरल है यह आप व्यास कह सकते हैं ताकि आप इस का केंद्र बिंदु लें और फिर यहां से जाएं केंद्र बिंदु लें और यहाँ सर्कल ड्रा करें तो यह वह सर्कल है जिसे हम g 1 सर्कल के रूप में नामाकित करते हैं अब याद रखें कि सब कुछ अभी प्रतिबाधा के संदर्भ में है क्योंकि हमने इम्पीडेन्स को ड्रा किया है हम वास्तव में आपको यह भी दिखाएंगे कि इम्पीडेन्स और एडमिटन्स को कैसे बदला जा सकता है तो पहले ZL का पता लगाएं अब हम नियत r सर्कल के साथ चलते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियत आर सर्कल के साथ चलते हैं तो यदि आप नियत आर सर्कल के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होता है इसका मतलब है कि रेसिस्टिव मूल्य नहीं बदली है केवल एक चीज जो बदल रही है वह है रिएक्टिव मूल्य इसलिए आप यहाँ से चले और एक बिंदु पर जाएँ जहाँ यह बिंदीदार रेखा है तो आप इस विशेष बिंदु पर रुकते हैं इस बिंदु को z1 के रूप में नामित करते हैं तो इस z1 की वास्तविक भाग को पिछले वास्तविक मूल्य के समान होना चाहिए यदि आपको एक अलग मूल्य मिल रहा है इसका मतलब है आप गलती कर रहे हैं आप नियत प्रतिरोध वृत्त के साथ नहीं गए हैं तो आपको यहां से नियत प्रतिरोध वृत्त में जाना होगा यहाँ बिंदीदार रेखा पर एक बिंदु पर रुकना होगा मैं आपको कुछ मिनटों के बाद इसका कारण बताऊंगा कि हम यहां क्यों रुकते हैं मान पढ़ें यह मान 02 j 04 है तो यह लगातार नियत प्रतिरोध सर्कल के साथ है जो बिंदु z1 तक पहुँचने पर g 1 वृत्त पर काटता है जो एक बिंदीदार रेखा है अब आप इस विशेष बिंदु पर क्या करते हैं यहाँ से आप एक तिरछे विपरीत बिंदु पर जाते हैं आपको आगे बढ़ना है एक पैमाना लेना है यहां उस रेखा को खींचते हैं जो केंद्र से गुजरती है यह रेखा निश्चित रूप से इस विशेष सर्कल को यहां काट देगी यदि यह इस विशेष बिंदु पर नहीं कट रहा है तो आपने सर्कल को ठीक से नहीं खींचा है तो आपने केंद्र के माध्यम से लाइन ठीक नहीं खींची यह z1 है अब जो y1 हो गया है तो वास्तव में बहुत ही सरल तरीके से आप विपरीत जाकर 1 z प्राप्त कर सकते हैं जो भी इम्पीडेन्स मूल्य है आप एडमिटन्स मान प्राप्त कर सकते हैं अब चूंकि यह विशेष बिंदु इस सर्कल पर स्थित है इसलिए याद रखें कि यह बिंदु हमेशा वास्तविक मूल्य ऐक होगा कुछ चीजें जिन्हें आपको याद रखना है यह y है यह z था हम विपरीत चलते तो यह y है अब पहले वास्तविक भाग को पढ़ें जो कि 1 के बराबर है काल्पनिक भाग जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं यह विशेष बात है और यह मान 1 j 2 है तो अब r 1 सर्कल पर z1 से एक रेडियल विपरीत बिंदु पर y1 का पता लगाएं हम जानते कि इस बिंदु पर वाई क्या है इसलिए जब हम y जानते हैं यह 1 j 2 है अब केवल इस बारे में सोचें कि क्या मैं j 2 जोड़ता हूं तो मूल्य क्या होगा अगर मैं j2 जोड़ता हूँ तो y1 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आप चलते हैं इस विशेष स्थिर r वृत्त के साथ या यहाँ यह r 1 है इसलिए फिर से आपने कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ा है आप बस यहाँ पर स्थानांतरित हो गए हैं और r 1 वृत्त के साथ z0 1 बिंदु तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप इस विशेष बिंदु पर पहुंच गए हैं और इस बिंदु पर अब इनपुट इम्पीडेन्स क्या है 1 के बराबर है यहाँ प्रतिबिंब गुणांक क्या है 0 के बराबर है VSWR क्या है 1 बराबर हैतो हमने क्या किया है हमें यहां फिर से कदम से कदम मिलाकर चलना होगा हमने प्रतिबिंब लिया और फिर हम इसके साथ चले गए तो अब हम देखते हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं अब पहली चीज जो हम यहां करने जा रहे हैं वह यह है कि हम मूल रूप से एक लुम्पढ तत्व मूल्यों को जोड़ रहे हैं जिसकी हमें गणना करने की आवश्यकता है तो हमने क्या किया 02 से हम 04 तक चले गए इसका मतलब है दोनों का अंतर क्या है अंतर है j 02 तो इस बिंदु पर हमें j 02 जोड़ना होगा और ये इम्पीडेन्स मान हैं तो यदि आप इम्पीडेन्स में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं आप श्रृंखला में तत्व जोड़ते हैं तो और यह एक प्लस मूल्य है इसका मतलब है आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए श्रृंखला में इंडक्टेंश को जोड़ना होगा है तो स्टेप 1 फिर यहाँ से हम एक प्रतिबिंब लेते हैं हमने प्रतिबिंब देखा था और यह हमने 1 j 2 के रूप में देखा था यहाँ से हमें j 2 जोड़ने की आवश्यकता है इसलिए अब याद रखें यह y है और y में हमें j 2 जोड़ना है इसलिए y में क्या जुडा है यह कैपसिटंस है क्योंकि y jωC है तो हमें समानांतर में एक कैपसिटंस जोड़ना होगा क्योंकि कुछ भी आप y में जोड़ना चाहते हैं हमें शंट की तरह y में तत्वों को डालना होगा फिर वे जुड़ जाते हैं तो अब अगला स्टेप देखते हैं तो अगला स्टेप पूर्ण मूल्यों में रूपांतरण है तो हम जानते हैं कि पहली चीज j02 थी लेकिन वह सामान्य मूल्य थी इसलिए हमें इस मान को 50 के साथ गुणा करना होगा ताकि यह अब मान वर्धित हो जाए और यह jωL के बराबर हो तो चलिए गणना करते हैं कि यह j10 Ω है और y क्या था y jωC j 2 और y में हमें 50 से विभाजित करना है इम्पीडेन्स में याद रखें हमें 50 से गुणा करना होगा और y में हमें 50 से विभाजित करना है और फिर से यह केवल 50 है क्योंकि हमारा Z0 50 था अगर हमारा Z0 100 था तो ये 100 होते इसलिए यहाँ से हम गणना कर सकते हैं कि यह मान 004 है यहाँ इकाई ओम है यहाँ इकाई मो है अब तक आवृत्ति चित्र में नहीं आई है तो हम अब वांछित आवृत्ति के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तक अब आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह डिज़ाइन वैध है चाहे आप 1 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज या 1 गीगाहर्ट्ज पर करें 10 गीगाहर्ट्ज पर या इससे आगे ऐसा करने की कोशिश न करें क्योंकि 10 गीगाहर्ट्ज से आगे ये लुम्पड तत्व का मान बहुत छोटे हैं तो आइए हम 2 गीगाहर्ट्ज पर भी देखते हैं कि क्या ये मूल्य ठीक हैं तो अब हम 2 GHz के रूप में आवृत्ति डालते हैं तो यहाँ f 2 GHz न डालें यह सही नहीं है ω 2πf इसलिए 2π×2 GHz 109 होगा आप उस मूल्य को प्रतिस्थापित करते हैं और फिर यहाँ से L के मान की गणना करते हैं यहाँ से C और यह 08 nH और C 32 pF हो जाता है आप देख सकते हैं कि ये कम आवृत्तियों पर इंडक्टर और कपैसिटर के बहुत छोटे मान हैं आप μH या mH इंडिकेटर्स का उपयोग करते है और μF या nF कैपिसिटंस का उपयोग किए जाते हैं लेकिन यहाँ पर इंडक्टर और कपैसिटर के मान बहुत बहुत छोटे हैं अब आपको यह बताने के लिए कि आपकी आवृत्ति 2 गीगाहर्ट्ज़ की बजाय मान लीजिए कि यह 02 गीगाहर्ट्ज़ थी इसका मतलब है कि 200 MHz फिर यह मान 8 nH हो जाएगा और यह 32 pF हो जाएगा अब हम कोशिश करते हैं डिजाइन पूरा करें इसलिए यहां से हमने श्रृंखला में कुछ जोड़ा है और यह इम्पीडेन्स था तो जोड़ा गया इम्पीडेन्स श्रृंखला मे होगा इसलिए यहां लोड इम्पीडेन्स है हमने श्रृंखला में कुछ जोड़ा है जो इंडक्टर है उस इंडक्टर का मान 08 nH होगा फिर यहाँ से हमने प्रतिबिंब लिया हैं और y में हम कुछ जोड़ रहे हैं इसलिए याद रखें कि जब भी हम जोड़ना चाहते हैं तो इसे अलग करना होगा इसलिए यहाँ हमने शंट में जोड़ा है और हमें जो 2j को जोड़ना था जो कि हमारे पास मौजूद कैपिसिटंस के बराबर है यहां गणना की गई वह 32 pF है तो अब आप देख सकते हैं कि 10 j 10 Ω को 50 Ω में स्थानांतरित कर दिया गया है तो अब यह एक और अवधारणा है जो छात्र मुझसे बहुत बार पूछते हैं यह यहाँ का एम्पलीफायर था तो अब एम्पलीफायर 50 Ω इम्पीडेन्स देखता है और यह 50 Ω है इसलिए अधिकतम पावर ट्रांसफर यहां से इस विशेष बिंदु पर होता है लेकिन लोड इम्पीडेन्स 10j10 Ω है तो अधिकतम पावर ट्रांसफर यहां कैसे हो जाती है आपको वास्तव में इस अवधारणा के दृष्टिकोण के रूप में सोचना होगा तो इस बिंदु से अधिकतम पावर एम्पलीफायर या किसी अन्य विशेष उपकरण से स्थानांतरित हो गई इसलिए यहां से अधिकतम पावर स्थानांतरित हो गई तो इसमें पावर की हानि क्या होगी अगर हम मान लें कि ये आदर्श अवयव हैं तो कोई पावर हानि नहीं होगी यहां कोई पावर हानि नहीं होगी लेकिन अधिकतम पावर स्थानांतरित हुआ है इसलिए यहां से सारी पावर इस विशेष लोड इम्पीडेन्स पर जाएगी जो कि 50 Ω नहीं है फिर भी इस मैचिंग तकनीक के कारण हम स्थानांतरित कर रहे हैं बेशक जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि इंडक्टर और कैपेसिटर आदर्श नहीं हैं लेकिन मैंने उल्लेख किया है कि इन इंडक्टर और कैपेसिटर में आमतौर पर कम हानि होती है या कम से कम उन इंडक्टर और कैपेसिटर को चुनें जिसमें कम हानि हो तो आपको सावधान रहना होगा जब आप इन मैचिंग सर्किटों का चयन कर रहे हैं और इस विशेष चीज़ को करके आप वास्तव में लोड इम्पीडेन्स को यहाँ से इस विशेष चीज़ तक ले आए हैं यहाँ से सीधे यहाँ तक नहीं लेकिन आपने यहाँ से ज़िगज़ैग पाथ का उपयोग किया है फिर यहाँ और फिर यहाँ आ रहा है आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप जान सकें कि हमारा आत्मविश्वास बना हुआ है इसलिए यहां एक बात यह है कि ऊपर जाने के बजाय हमें नीचे की ओर जाये तो आप इस दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं या आप इस विशेष दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं दोनों दृष्टिकोण सही हैं बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या अंतर हैं और प्लसस और माइनेसस क्या हैं तो इस विशेष मामले में हमने क्या किया तो एक ही बात फिर से इगिंत है 02 j 02 इसलिए यह वह बिंदु है जो इगिंतlocated है इसलिए यहां से ऊपर जाने के बजाय हम नीचे जा रहे हैं हम एक बिंदु पर रुकते हैं जहां यह 1 सर्कल के बराबर इस g को काटता है अब एक लेखन z1 के बजाय मैंने z2 को लिखा है जो अलग है मान पढ़ें वास्तविक भाग वास्तविक मूल्य के समान होना चाहिए जो यहाँ 02 है काल्पनिक हिस्सा अब आप देख सकते हैं यह j04 है इसलिए हम श्रृंखला में कुछ जोड़ते हैं और अब यह अंतर j06 के बराबर होगा क्योंकि यह 02 था जिसे हमें 04 तक पहुंचाना है तो हमें 06 करना होगा और j06 कैपेसिटर का उपयोग करके महसूस किया जा सकता है क्यों क्योंकि z jωC यह सामान्यीकृत मूल्य है आपने 50 से गुणा किया क्योंकि यह मान इम्पीडेन्स का है तो यहाँ से हम उनके कैपेसिटेंस मान की गणना कर सकते हैं फिर यहाँ से आप क्या करते हैं आप केंद्र बिंदु से गुजरते हैं यहाँ पर जाएँ और आप देख सकते हैं कि y2 का वास्तविक मान 1 के बराबर होगा यह होना चाहिए अन्यथा यदि आप एक गलती कर सकते है और काल्पनिक मान के संबंधित मान को पढ़ें तो आप यहां देख सकते हैं कि काल्पनिक मान j2 है अब हमें यहां केंद्रीय बिंदु तक पहुंचना है तो j2 अगर हम j2 जोड़ते हैं तो वास्तविक मान क्या होगा जो कि 1 होगा इसलिए हमें j2 जोड़ने की आवश्यकता है अब y में का अर्थ है इंडकटेंश तो y −jωL −2 और y हम 50 से विभाजित करते हैं तो यह यहाँ के अनुरूप मूल्य है तो f 2 GHz पर फिर से आप अब तक देख सकते हैं आवृत्ति चित्र में नहीं आई है तो f 2 GHz पर अब आप इंडक्टर के मान कैपेसिटर के मान की गणना कर सकते हैं तो अब फिर से हमने क्या किया इसलिए यहां से हम इस पर गए हमने श्रृंखला में एक कैपेसिटेंस जोड़ी एक प्रतिबिंब लिया अब यह y है इसलिए y में हमें कुछ जोड़ना होगा जो शंट में होगा तो यह समाधान है ठीक है इसलिए अब प्रश्न पहले समाधान और इस समाधान के बीच है इनमे से कौन बेहतर है तो आइए हम इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ एक डिज़ाइन है जहाँ हमें एक इंडक्टर को जोड़ा गया है और फिर हमने शंट में एक कैपेसिटर जोड़ा है यहां कैपेसिटर को श्रृंखला में जोड़ा गया था इंडक्टर को शंट में जोड़ा गया था अब यह वास्तव में एक लो पास डिजाइन के रूप में जाना जाता है वास्तव में हम लो पास फिल्टर कवर करने जा रहे हैं हाई पास फिल्टर को बाद में कवर करेंगे लेकिन बस जल्दी से चेक करना है आप एक लो पास के लिए एक बहुत ही त्वरित जांच भी कर सकते हैं आमतौर पर एक लो पास डिजाइन क्या है एक डिजाइन जो लो आवृत्ति पास करता है और हाई आवृत्ति को अवरुद्ध करता है एक हाई पास डिजाइन क्या है यह हाई आवृत्तियों को पारित करता है और लो आवृत्ति को अवरुद्ध करता है तो आप जल्दी से यहां देख सकते हैं कि लो आवृत्ति पर क्या होता है तो आप सबसे कम आवृत्ति ले सकते हैं जैसे ω0 या डीसी DC तो इंडक्टर डीसी पर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा इसलिए हम यहां जो कुछ भी देते हैं वह यहां आता है डीसी में कैपेसिटेंस ओपन सर्किट होगा इसलिए यहां कुछ भी नहीं जाएगा सब कुछ यहाँ आ जाएगा ठीक हैं लेकिन अनंत पर क्या होगा यह एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा जो पावर यहां से जाने की कोशिश करेगी और यदि इस इंडक्टर के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वह एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा क्योंकि इंडक्टर को अनंत से गुणा किया गया जो एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो यहां कुछ भी नहीं जायेगा यह है कि यह लो पास डिजाइन है आइए हम एक हाई पास को देखें दो चरम आवृत्तियों पर हाई पास फिर से परीक्षण करें डीसी जो ω 0 है तो ω 0 पर यह एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा इसलिए वहां कुछ भी नहीं जाएगा ω 0 पर यह शॉर्ट सर्किट कार्य करेगा तो अधिकांश पावर यहां से गुजरेगी ω∞ पर यह विशेष चीज ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगी क्योंकि zjωL तो अगर ω∞ यह ओपन सर्किट होगा और यह विशेष चीज z 1jωC होगा इसलिए यह एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो हाई पास पर सब कुछ गुजर जाएगा वैसे इस लो पास डिजाइन को एक इंटीग्रेटर के रूप में भी जाना जाता है और हाई पास को विभेदक के रूप में भी जाना जाता है आमतौर पर लो पास डिजाइनों को पसंद किया जाता है क्योंकि हाई पास मैचिंग नेटवर्क में अधिक शोर होता है क्योंकि ये सभी चीजें एक विभाजक के रूप में काम कर रही हैं और हम जानते हैं कि विभेदक हमेशा शोर को जोड़ रहे हैं जबकि इंटीग्रेटर्स हमेशा शोर को बाहर कर रहे हैं इसलिए आमतौर पर उच्च पास डिजाइन की तुलना में लो पास डिजाइन बेहतर है आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं हम बस इस चीज़ को जल्दी से पेश करेंगे और यहाँ इस उदाहरण में ZL 100 j 30 Ω के बराबर है और इसका मिलान 50 Ω से किया जाना है तो पहला स्टैप क्या है आप ZL को सामान्य करते हैं तो zL अब 10050 है 2 j06 और z01 तो आप क्या करते हैं आप स्मिथ चार्ट पर इस विशेष बात को इगिंत करते हैं तो आप zL यहाँ पर इगिंत करते हैं अब इस विशेष मामले में यह अब अलग है आप केवल इस विशेष वृत्त के साथ नहीं जा सकते क्योंकि यह कभी भी इस विशेष वृत्त को यहां नहीं काटेगा तो तुम क्या करते हो यहां से आप प्रतिबिंब लेते हैं इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप चीजो लिखते रहें तो यह zL है प्रतिबिंब लें अब आप इसे y1 के रूप में लिखते हैं यह zL है और यह yL बन जाएगा तो मूल्य पढ़ें इसलिए आप मूल्य को इस रूप में पढ़ सकते हैं इसलिए यदि इस विशेष बिंदु पर आप नियत कंडक्टैंस वृत्त के साथ चलते हैं और यहाँ पर वह विशेष चीज इस विशेष बिंदु पर पार हो जाएगी जहाँ यह यहाँ है तो आप यह मान पढ़ते हैं तो यह अब j 05 है तो इसका मतलब है कि यहां से आप इस विशेष मूल्य को स्थानांतरित करने और जोड़ने जा रहे हैं अतः दोनों में क्या अंतर है तो अब यहाँ से आप प्रतिबिंब लेते हैं इसलिए यह अभी y1 था आप इसे z1 के रूप में लिखते हैं इस बिंदु पर आप इस मूल्य को यहां जोड़ते हैं जो j11 है और आप केंद्रीय बिंदु पर पहुंच जाएंगे वास्तव में कई बार मैं इसे सांड की आंख भी कहता हूं अब हम समाधान को देखते हैं यहाँ से हम y में गए y में हमने कुछ जोड़ा अगर आप कुछ जोड़ रहे हैं तो y पर इसे शंट में होना है और फिर यहाँ से आप z में गए हमें z में कुछ जोड़ना है तो वह श्रृंखला में होगा तो यह वही डिजाइन है जो श्रृंखला में है ठीक है तो कृपया इस विशेष चीज पर गौर करें अगले व्याख्यान में मैं इस विशेष डिजाइन के माध्यम से एक बार और जाऊंगा लेकिन तब तक थोड़ा और अभ्यास करे ताकि आपको अधिक आत्मविश्वास हो कृपया याद रखें कि एम्पलीफायर डिज़ाइन मे इम्पीडेन्स मैचिंग अधिकांश सिस्टम डिज़ाइन में बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप इम्पीडेन्स मैचिंग की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और वास्तव में अगले व्याख्यान में मैं कुछ अलग इम्पीडेन्स मैचिंग तकनीक के बारे में बात करूंगा तो तब तक कृपया इसे पढ़ें और मनमाना लोड इम्पीडेन्स के साथ कुछ अभ्यास करें और देखें कि क्या आप अंतिम डिजाइन कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अलविदा